तो इसे प्रभावशीलता एनटीयू विधि कहा जाता है ठीक एनटीयू का अर्थ है स्थानांतरण इकाइयों की संख्या जबकि हम इस एप्सिलॉन एनटीयू पद्धति को प्राप्त करते हैं तो आप एनटीयू की परिभाषा देखेंगे तो मैं अब इस पर नहीं जाऊंगा अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस पद्धति की उत्पत्ति इस तथ्य पर आधारित है कि उद्योगों में अक्सर ये ताप विनिमायक एक रिएक्टर से जुड़े होते हैं या एक आउटलेट स्ट्रीम से जुड़े होते हैं जो एक चिलर या किसी अन्य प्रक्रिया उपकरण से जुड़ा होता है इसलिए अक्सर हम आउटलेट तापमान को नहीं जानते हैं इस पर एक प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण है हम इसे प्राथमिकता नहीं जान सकते हैं ठीक है इसलिए याद रखें कि एक बार जब आप एक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बना लेते हैं तो उसके बाद डिजाइन तैयार करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए आप हीट एक्सचेंजर बनाने से पहले डिजाइन पर काम करने में रुचि रखते हैं जो एक संभावना है दूसरी संभावना यह है कि मान लीजिए कि मैं अपनी प्रक्रिया को संशोधित करना चाहता हूं याद रखें कि मैंने आपको यह बैटरी उदाहरण बताया था जहां वे गामा एमएनओ 2 बनाते हैं तो यह वही पौधा है जो अम्लीय और क्षारीय गामा MnO2 का निर्माण करता है इसलिए विभिन्न रसायनों के निर्माण के लिए आप एक नए संयंत्र का निर्माण नहीं करते हैं आप हमेशा अपने द्वारा बनाए गए उपकरणों और प्रक्रिया को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं इसलिए अक्सर आप यह जान सकते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि सटीक आउटलेट तापमान क्या है या कभी कभी यह इसके विपरीत भी हो सकता है आपका आउटलेट तापमान निर्दिष्ट किया गया हो सकता है क्योंकि आप जान सकते हैं कि रिएक्टर के लिए या इनलेट स्थितियों के लिए प्रारंभिक स्थितियां क्या होनी चाहिए लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि हीट एक्सचेंजर के लिए इनलेट की स्थिति क्या है क्योंकि यह किसी अन्य प्रक्रिया से जुड़ता है तो यह पता चला है कि कई औद्योगिक सेटिंग्स के तहत चार तापमानों में से केवल दो ही ज्ञात हो सकते हैं मैं यह भी कह सकता हूं कि निर्दिष्ट किया जा सकता है क्योंकि याद रखें कि आप हमेशा निर्माण से पहले डिजाइन करने में रुचि रखते हैं तो इसलिए 4 में से केवल दो तापमान निर्दिष्ट किए जा सकते हैं अब यदि आप डेल्टा एलएमटीडी विधि का उपयोग करते हैं तो याद रखें कि जब हमने इस डेल्टा एलएमटीडी उदाहरण का उपयोग करना शुरू किया तो हमने देखा कि मान लीजिए कि यदि हम 3 तापमान जानते हैं तो हम चौथा पा सकते हैं इसलिए यदि हम किसी भी 3 को जानते हैं तो आप ठंडी धारा के लिए mdot Cp deltaT के बराबर mdot Cp deltaT पर लिखकर चौथे को खोजने में सक्षम होना चाहिए लेकिन फिर यदि केवल दो तापमान निर्दिष्ट हैं तो आप अभी भी डेल्टा टी एलएमटीडी का उपयोग कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपके पास q is mdot Cp गर्म द्रव डेल्टा है गर्म द्रव ठीक है इस संबंध का उपयोग करके आपको वास्तव में 3 तुल्यताएं मिलीं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि तापमानों में से एक क्या है तो आप अनुमान लगा सकते हैं तो पहला कदम यह होगा कि हम यह कहें कि थि और टीसीआई को गर्म का इनलेट तापमान दिया जाता है और ठंडा तरल पदार्थ आपको दिया जाता है ठीक है अब हम नहीं जानते कि Tho और Tco क्या हैं या नहीं जानते ठीक है हम इन दोनों को नहीं जानते आप केवल इन दो मात्राओं को जानते हैं हम इन दो मात्राओं को नहीं जानते हैं इसलिए अगर मैं डेल्टाटी एलएमटीडी विधि का उपयोग करता हूं तो इसके बारे में जाने का एक तरीका ठीक है मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह क्या होना चाहिए मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ठीक है इससे मैं Tco का अनुमान लगा सकता हूं मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं हमेशा एक साधारण एमसीपी डेल्टा तुल्यता लिख सकता हूं और मैं ठंडे आउटलेट तापमान का पता लगा सकता हूं फिर यहां से मैं यूए डेल्टा एलएमटीडी का पता लगा सकता हूं यह मानते हुए कि क्षेत्र और परिवहन गुणांक अधिक है मैं डेल्टा एलएमटीडी का पता लगा सकता हूं अब जाहिर है यह mdot Cp deltaT से मेल नहीं खाएगा ठीक है यह बराबर नहीं होने वाला है और वह नहीं है और वह है और वह mdot Cp कोल्ड के बराबर नहीं होने वाला है सिर्फ इसलिए कि आपने जो शुरुआती अनुमान लगाया वह सही नहीं है हम जानते हैं कि यह सही नहीं है तो अनुमान लगाओ तो कोई वास्तव में एक पुनरावृत्त समस्या को ठीक कर सकता है तो कोई एक पुनरावृत्त समस्या स्थापित कर सकता है आप एक पुनरावृत्त योजना कैसे स्थापित करते हैं हम जानते हैं कि इस पर आधारित q क्या है और हम जानते हैं कि UA डेल्टा क्या है इसलिए हमें इस अंतर के आधार पर स्वतंत्र रूप से अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि टी सह क्या है इसलिए हम Tco को एक वस्तुनिष्ठ तापमान के रूप में उपयोग कर सकते हैं और फिर हम उस त्रुटि को कम कर सकते हैं जो आपको इन दो अभिव्यक्तियों से Tco का अनुमान लगाकर प्राप्त होगी जो कि एक तरह से इस समस्या को पोस्ट करने के कई तरीके हैं तो एक आपको सभी 4 तापमानों का अनुमान लगाने के लिए एक पुनरावृत्त योजना का उपयोग करने की आवश्यकता है तो यह करना बहुत आसान काम नहीं है तो वास्तव में इस आधार में एप्सिलॉन एनटीयू विधि वास्तव में खोजी गई थी जहां आपको ऐसी बोझिल पुनरावृत्ति योजना का पालन करने की आवश्यकता नहीं है आप बस ईपीएसलॉन एनटीयू विधि का उपयोग कर सकते हैं जो आपको गर्मी को डिजाइन करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका देता है इस तरह की स्थिति में एक्सचेंजर और यही हम आज बाकी कक्षा के लिए देखने जा रहे हैं इसलिए मैं एप्सिलॉन को हीट एक्सचेंजर की दक्षता या प्रभावशीलता के रूप में परिभाषित करता हूं तो एप्सिलॉन हीट एक्सचेंजर की प्रभावशीलता है और इसे बस वास्तविक गर्मी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे q अधिकतम संभव गर्मी हस्तांतरण से विभाजित किया जाता है तो अब अगर मुझे पता है कि qmax का अनुमान कैसे लगाया जाता है तो मैं कर चुका हूं मैं पता लगा सकता हूं कि गर्मी हस्तांतरण की दक्षता क्या है मैं क्यूमैक्स कैसे ढूंढूं किसी भी हीट एक्सचेंजर में तापमान अंतर की अधिकतम संभावना क्या है अधिकतम संभव है डेल्टा टी वास्तव में नहीं हम यह जानते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं एक काउंटर फ्लो लेता हूं तो यह निश्चित रूप से समानांतर प्रवाह में ऐसा नहीं है जिसे हम जानते हैं कि ठीक है मान लीजिए कि मैं एक काउंटर फ्लो ठीक लेता हूं तो यह तापमान प्रोफ़ाइल है जो आपको मिलेगा यह समानांतर नहीं है आइए हम कहें कि यह तापमान प्रोफ़ाइल ठीक है तो यह गर्म धारा है और यह ठंडी धारा ठीक है इसलिए Tci और Tco ठीक है अब मेरे पास हमेशा एक स्थिति हो सकती है कि ठंडी ठंडी धारा का तापमान हमेशा बढ़ने वाला है यह कभी कम नहीं होने वाला है यह हमेशा बढ़ने वाला है क्योंकि यह हमेशा समझदार गर्मी प्राप्त कर रहा है अब जब मैं एक स्थिर तापमान पर ठंडी धारा को बनाए रखता हूं तो अधिकतम संभव तापमान अंतर क्या है काउंटर फ्लो में अधिकतम संभव तापमान अंतर है जहां ठंडे तरल पदार्थ का तापमान नहीं बदलता है मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं हमने कुछ विशेष मामलों को देखा मैं वही काम कर सकता हूं तो अगर मैं हाँ बिल्कुल तो आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह अधिकतम संभव तापमान अंतर है जिसे आप हीट एक्सचेंजर में किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप किसी भी स्थान पर देख सकते हैं और यह अधिकतम संभव है यह सैद्धांतिक अधिकतम संभव तापमान अंतर है जिसे आप कर सकते हैं हासिल करो ठीक है तो अब यह कहकर कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि क्या है इसलिए यदि हम अधिकतम संभव तापमान अंतर जानते हैं तो हम अधिकतम संभव ताप परिवहन दर कैसे ज्ञात करते हैं याद रखें कि हम qmax चाहते हैं हम deltaTmax नहीं चाहते हैं हम डेल्टाटमैक्स चाहते हैं लेकिन वास्तव में दक्षता को परिभाषित करने के लिए हमें क्या चाहिए qmax हमें अधिकतम संभव गर्मी परिवहन दर की आवश्यकता है तो हम इसे कैसे ढूंढते हैं आपको याद है कि q को डेल्टा में कुछ mdot Cp के रूप में परिभाषित किया गया है ठीक है तो कोई सहज रूप से अनुमान लगा सकता है कि qmax का डेल्टाटमैक्स से कुछ लेना देना है लेकिन सवाल यह है कि आपको किस mdot Cp का उपयोग करना चाहिए यहां हमारे पास दो mdot Cp हैं आपके पास गर्म द्रव का mdot Cp या ठंडे द्रव का mdot Cp है अधिकतम ताप परिवहन दर को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए एक जो उच्चतर है क्यों नहीं वास्तव में नहीं मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि स्थिर अवस्था में स्थिति ठीक है ठंडे तरल पदार्थ का mdot Cp थो दाएँ तो यह सरल स्थिर अवस्था संतुलन है अब मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ठंडे द्रव का mdot Cp ठीक है यदि यह गर्म द्रव के mdot Cp से कम है तो ठीक है अब अभ्यास सैद्धांतिक रूप से यह पता लगाने का है कि इन दोनों धाराओं में से कौन सी वास्तव में अधिकतम तापमान अंतर होने वाली है ठीक है तो वास्तव में अधिकतम गर्मी परिवहन दर को खोजने के लिए आपको जो उपयोग करने की आवश्यकता है वह सैद्धांतिक रूप से पता लगाना है कि कौन सी धारा सैद्धांतिक तापमान अंतर को प्राप्त करने की संभावना है केवल धाराएं mdot Cp वह है जो आपको अधिकतम गर्मी परिवहन दर का पता लगाने के लिए उपयोग करना है ठीक है तो qmax उस स्ट्रीम का mdot Cp है जिसे मैं इसे कहता हूँ m हम कहते हैं कि deltaTmax तो अभ्यास यह पता लगाने के लिए है कि कौन सी धारा सैद्धांतिक रूप से अधिकतम गर्मी अधिकतम तापमान अंतर प्राप्त करने जा रही है हम इसे कैसे ढूंढते हैं इसलिए यदि c का mdot Cp h के mdot Cp से कम है तो ठीक है किसमें अधिकतम तापमान अंतर होगा यह शीतल द्रव्य है तो इसे देखना बहुत आसान है तो Tco माइनस Tci हमेशा Thi माइनस Tho से बड़ा होगा तो यह आपको यह पता लगाने का एक बहुत स्पष्ट तरीका देता है कि अधिकतम तापमान अंतर के लिए सैद्धांतिक रूप से कौन सी धारा संभव है इसलिए यदि ठंडे द्रव का mdot Cp गर्म द्रव के mdot Cp से कम है तो यह ठंडा द्रव है जो इस उदाहरण के लिए ठंडे द्रव द्वारा हमेशा अधिकतम तापमान अंतर प्राप्त करेगा यदि हम मान लें कि यह ठंडे तरल पदार्थ का mdot Cp है तो गर्म द्रव के mdot Cp से कम है याद रखें कि ये Cp द्रव का गुण है और mdot प्रवाह दर है तो ये वास्तव में नियंत्रण mdot है नियंत्रित करने योग्य पैरामीटर क्योंकि आपके पास एक पंप है जो द्रव को प्रवाहित करने वाला है और Cp एक आंतरिक पैरामीटर है तो आपको इन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम है ठीक है तो द्रव की क्षमता को द्रव्यमान प्रवाह दर से गुणा किया जाता है जो भी न्यूनतम हो वह द्रव धारा वह है जिसमें अधिकतम तापमान अंतर होने की संभावना होगी इसलिए इसलिए qmax को अनिवार्य रूप से mdot Cp न्यूनतम के रूप में परिभाषित किया गया है जो deltaTmax द्वारा गुणा किया गया है तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है अधिकतम संभव ताप परिवहन दर अनिवार्य रूप से दोनों के बीच न्यूनतम mdot Cp का उत्पाद है जो अधिकतम तापमान अंतर से गुणा किया जाता है जो कि दो धाराओं के इनलेट तापमान में अंतर ठीक है तो अब हम जानते हैं कि qmax को कैसे परिभाषित किया जाता है तो हम केवल दक्षता को परिभाषित कर सकते हैं इसलिए अगर मैं इस उदाहरण के लिए ठंडे तरल पदार्थ के संदर्भ में दक्षता को परिभाषित करता हूं तो यह ठंडे तरल पदार्थ के mdot Cp को Tco माइनस Tci से गुणा करके mdot Cp ऑफ़ कोल्ड फ्लुइड Thi माइनस Tci से विभाजित किया जाएगा ओके तो यह मानकर चल रहा है कि ठंडे द्रव का mdot Cp गर्म के mdot Cp से कम है तो इसलिए मान लीजिए अगर तो यह एक बहुत ही सामान्य परिभाषा है इसलिए वह आपका सम्मान करता है कि किस तरल पदार्थ में अधिकतम तापमान होने वाला है आप हमेशा अधिकतम तापमान अंतर से गुणा की गई न्यूनतम क्षमता के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं कि आप आपको बताते हैं कि सैद्धांतिक अधिकतम संभव गर्मी परिवहन दर क्या होगी ठीक है इसलिए इसलिए यदि मान लें कि गर्म द्रव का mdot Cp ठंडे द्रव के mdot Cp से कम है तो कोई तुरंत epsilon पूछे गए q को qmax mdot Cp गर्म द्रव से परिभाषित कर सकता है Thi माइनस Tho को गर्म द्रव के mdot Cp से विभाजित करके Thi माइनस Tci तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Thi माइनस Tho जो एप्सिलॉन के बराबर है और Thi माइनस Tc तो यह तापमान में से एक को खत्म करने के लिए तंत्र प्रदान करता है याद रखें कि आप यहां इस अभिव्यक्ति में अपने तापमान में आए हैं यह तापमान में से एक को खत्म करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है यानी हम यहां से Tho को खत्म कर सकते हैं हम देखेंगे कि इसे थोड़ी देर में कैसे करना है ठीक है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें केवल हीट एक्सचेंजर की दक्षता जानने की जरूरत है यदि हम हीट एक्सचेंजर की दक्षता जानते हैं तो आप इनलेट तापमान के आधार पर गर्म तरल पदार्थ के आउटलेट तापमान का स्वतंत्र रूप से अनुमान लगाने में सक्षम हैं तो आइए हम समानांतर प्रवाह के मामले को ठीक करें तो आप पिछले व्याख्यान से याद कर सकते हैं तो डेल्टा जो बराबर है क्या किसी को याद है माइनस यूए इन वन बाय एमडॉट सीपी होल्ड प्लस वन बाय एमडॉट सीपी हॉट ओके क्योंकि यदि आप इसे संशोधित करते हैं तो आपको जो मिलेगा वह यूए डेल्टा के बराबर क्यू होगा जो आपको ठीक मिलेगा तो अब मान लीजिए कि मुझे लगता है कि गर्म तरल पदार्थ का mdot Cp न्यूनतम ठीक है मान लीजिए कि वह ठंडे द्रव के mdot Cp से छोटा है ठीक है तो अब मैं इसे माइनस UA के रूप में mdot Cp min 1 plus से विभाजित करके फिर से लिख सकता हूं ठीक है तो मैंने बस इतना किया है कि मैंने न्यूनतम निकाला है जो इस मामले में गर्म तरल पदार्थ का mdot Cp ठीक है इसलिए यदि मैं Cr को mdot Cp min से अधिकतम क्षमता के अनुपात के रूप में परिभाषित करता हूं तो ठीक है तो मैं mdot Cp min को mdot Cp max ok से विभाजित करके परिभाषित करता हूं इसलिए मैं इसे Cr के रूप में परिभाषित करता हूं इसलिए मैं इसे यहां प्लग इन कर सकता हूं तो मुझे जो मिलेगा वह डेल्टा माइनस UA को T1 प्लस Cr से विभाजित करना है अब यह Thi माइनस Th Tci है ओह घातांक कृपया एक घातांक ठीक जोड़ें तो टाउट Tho माइनस Tco है तो यही कारण है कि यह एक समानांतर प्रवाह है जिसे हम थि माइनस टीसी से विभाजित समानांतर प्रवाह को देख रहे हैं जो कि इनलेट स्ट्रीम ठीक है तो अब हम इसे Tho माइनस Thi के रूप में फिर से लिख सकते हैं मैं बस इतना कर रहा हूं कि मैं इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम तापमान को जोड़ रहा हूं और घटा रहा हूं और थी माइनस टीसीआई को ओके से विभाजित कर रहा हूं मैंने यहां कुछ भी शानदार नहीं किया है मैंने बस इतना किया है कि मैंने अभी अभी Tci जोड़ा है और Tci घटाया है और यह जो भी शब्द मौजूद है उसके घातांक के बराबर होना चाहिए तो हम जानते हैं कि Tho Thi माइनस Tho जो कि एप्सिलॉन के बराबर है और Thi माइनस Tci केवल प्रभावशीलता की परिभाषा पर आधारित है तो यहाँ से हम इसे स्थानापन्न कर सकते हैं तो आपको जो मिलेगा वह माइनस एप्सिलॉन है जो Thi माइनस Tc में है ओके प्लस Tci माइनस Tco को हाँ से विभाजित किया गया है ठीक है तो अब हमने Tho को हटा दिया है इस अभिव्यक्ति से हमें Tco को खत्म करने की जरूरत है हम इसे कैसे करते हैं हम Tco को कैसे खत्म करते हैं गर्मी संतुलन का उपयोग करना तो हमारे पास गर्म तरल पदार्थ का mdot Cp है जो ठंडे तरल पदार्थ के mdot Cp से विभाजित है जो कि मूल रूप से Cr है जो कि सही परिभाषा है जो Tco माइनस Tci के बराबर होना चाहिए जिसे Thi माइनस Tho से विभाजित किया गया है ठीक है तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि Tci माइनस Tco क्या है क्या हम यहाँ से Tco को हटा सकते हैं क्या यह संभव है हाँ बिल्कु्ल हम जानते हैं कि Thi माइनस Tho ईप्सिलॉन Thi माइनस Tci है जो और कुछ नहीं बल्कि Tco माइनस Tci है जिसे एप्सिलॉन द्वारा Thi माइनस Tci में विभाजित किया गया है ठीक है तो हम बस इसे यहाँ प्लग इन कर सकते हैं तो वह माइनस एप्सिलॉन Thi माइनस Tc प्लस Thi माइनस Tci माइनस तो मुझे अब बस इतना करना है कि मैं यहां से Tci और Tco को पूरी तरह खत्म कर सकता हूं तो वहाँ होगा epsilon Cr Thi माइनस Tci जिसे Thi माइनस Tci से विभाजित किया जाता है जो कि एक्सपोनेंशियल माइनस UA बटा mdot Cp min गुणा Cr के बराबर होना चाहिए तो अब मैं यहां से Thi Tci को रद्द कर सकता हूं और इसलिए मुझे जो मिलता है वह माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस सीआर प्लस 1 होगा जो माइनस यूए के एमडीओटी सीपी मिनट से 1 प्लस सीआर के बराबर होना चाहिए ठीक है तो यह UA by mdot Cp min है जिसे NTU कहा जाता है जिसे आपने ट्रांसफर यूनिट्स की संख्या कहा है तो इस अभिव्यक्ति को देखें तो UA UA द्वारा 1 क्या है UA द्वारा क्या 1 यह दो तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा परिवहन के लिए दिया जाने वाला प्रतिरोध है और mdot Cp min द्वारा 1 क्या है यह तरल पदार्थ द्वारा दिया गया प्रतिरोध है जिसमें गर्मी लेने की अधिकतम क्षमता होती है समझदार गर्मी को सही से लें ज्यादा से ज्यादा याद रखें कि qmax को परिभाषित करने के लिए mdot Cp min का उपयोग किया जाता है याद रखें कि qmax को mdot Cp min को deltaTmax से गुणा करके परिभाषित किया गया है तो यह वह प्रतिरोध है जो द्रव द्वारा पेश किया जाता है जिसमें अधिकतम समझदार गर्मी लेने की सैद्धांतिक क्षमता होती है ठीक है तो स्थानांतरण इकाइयों की संख्या वास्तव में एक महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है दो तरल पदार्थों के बीच गर्मी परिवहन के लिए प्रतिरोध गर्मी परिवहन के क्षेत्र पर निर्भर करता है तो डिज़ाइन पैरामीटर आता है और NTU और mdot Cp min आपको बताता है कि द्रव द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध क्या है जो अधिकतम संभव गर्मी लेने में सक्षम है ठीक है तो इसलिए हम परिभाषित कर सकते हैं तो अंतिम अभिव्यक्ति कुछ इस तरह दिखेगी तो एप्सिलॉन माइनस एनटीयू के एक माइनस एक्सपोनेंशियल के बराबर 1 प्लस सीआर में 1 प्लस सीआर से विभाजित ठीक है तो मैंने बस इतना किया है कि मैंने इसमें हेरफेर किया है बीजगणितीय हेरफेर इसे बाईं ओर ले जाएं इसे दाईं ओर ले जाएं और पता करें कि एप्सिलॉन क्या है ठीक है इसलिए अगर मैं एनटीयू को जानता हूं तो मैं एप्सिलॉन पा सकता हूं अगर मुझे एप्सिलॉन पता है तो मैं ये पा सकता हूं तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है याद रखें कि ध्यान दें कि इस अभिव्यक्ति में कोई तापमान निर्भरता नहीं है अब अगर मैं एप्सिलॉन जानता हूं तो मैं पता लगा सकता हूं कि तापमानों में से एक क्या है तो याद रखें कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन को Thi माइनस Tho द्वारा Thi माइनस Tc से विभाजित किया जाता है इसलिए अगर मैं एनटीयू को जानता हूं जो कि यूए और एमडीटी सीपी मिन पर निर्भर है तो मैं ईपीएसलॉन ढूंढ सकता हूं और अगर मुझे ईपीएसलॉन पता है तो मैं थो ढूंढ सकता हूं तो अनुक्रम होगा इसलिए गणनाओं का क्रम होगा यदि मैं पहले यह मैं आपको ढूंढता हूं और दूसरा यह है कि मैं एनटीयू ढूंढता हूं मुझे लगता है कि मुझे गर्मी परिवहन का क्षेत्र पहले से ही पता है तो मैं UA को mdot Cp min द्वारा ढूंढ सकता हूं फिर यहां से मैं एप्सिलॉन का अनुमान लगा सकता हूं तो एप्सिलॉन एनटीयू संबंध का उपयोग करते हुए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन एनटीयू संबंध मैं न्यूनतम mdot Cp के साथ द्रव धारा के आउटलेट तापमान का पता लगा सकता हूं ठीक है मैं न्यूनतम mdot Cp के साथ द्रव धारा के बाहरी तापमान का पता लगा सकता हूं और फिर मैं दूसरे तापमान को कैसे ढूंढ सकता हूं बस गर्मी संतुलन का उपयोग करें ठीक है तो हम जानते हैं कि हम एमडॉट सीपी डेल्टा टी हॉट फ्लूड एमडॉट सीपी कोल्ड फ्लुइड डेल्टा टी हॉट के बराबर का उपयोग करके टी को पा सकते हैं ठीक है तो जो हमने अचानक पाया है हमें एक शक्तिशाली तरीका मिल गया है इसलिए भले ही आप 4 में से 2 तापमानों को नहीं जानते हों आपको बोझिल डेल्टा एलएमटीडी पद्धति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है आप बस एप्सिलॉन एनटीयू विधि का उपयोग कर सकते हैं जो तापमान का पता लगाने का एक अच्छा और सरल तरीका प्रदान करती है आप इसके विपरीत कर सकते हैं यदि आप इनमें से किसी एक तापमान को जानते हैं तो आप वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आप तापमान में से एक को जानते हैं तो आप विपरीत कर सकते हैं आप दूसरे को पा सकते हैं जिसे आप एप्सिलॉन पा सकते हैं आप इसे पा सकते हैं आप एनटीयू पा सकते हैं और आप पा सकते हैं क्षेत्र तो आप रिवर्स कर सकते हैं यदि आप किसी समस्या के लिए गर्मी परिवहन के क्षेत्र को खोजना चाहते हैं तो आप रिवर्स चरण कर सकते हैं और आपको गर्मी परिवहन का क्षेत्र मिल जाएगा यदि क्षेत्र और ताप विनिमायक के पैरामीटर दिए गए हैं तो आप आगे जाकर सभी तापमानों का पता लगा सकते हैं तो यह बहुत उपयोगी है खासकर यदि आप उपकरणों के एक ही सेट का उपयोग थोड़ी अलग प्रक्रिया के लिए करना चाहते हैं और यह उद्योग में बहुत आम है इसलिए ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके पास अलग अलग रसायनों के निर्माण के लिए अलग अलग इकाइयाँ हों वे हमेशा साझा किए जाते हैं विशेष रूप से फार्मा उद्योगों में और कई अन्य स्थानों पर यह सब बहुत साझा किया जाता है इसलिए यदि आप जानते हैं कि आप एक नई प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो आप नए रसायन के निर्माण को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आप इस प्रक्रिया को खत्म नहीं कर सकते इसलिए मौजूदा प्रक्रिया के साथ आपको अपने मापदंडों को इस तरह से डिजाइन करने में सक्षम होना चाहिए कि आप वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए मौजूदा उपकरणों का उपयोग कर सकें तो इस प्रकार की उलटी गणना उस तरह की समस्या के लिए बहुत उपयोगी है तो इस तरह के एप्सिलॉन एनटीयू को सभी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार किया गया है वास्तव में मैं अनुशंसा करता हूं कि आप इनमें से कुछ प्राप्त करें और इसे स्वयं जांचें मैं आपको ये भाव देने जा रहा हूं तो एक काउंटर फ्लो के लिए एप्सिलॉन माइनस एनटीयू की एक माइनस पोटेंशियल के बराबर है जो 1 माइनस सीआर में 1 माइनस सीआर घातीय माइनस एनटीयू से 1 माइनस सीआर में विभाजित है तो यह काउंटर फ्लो के लिए ठीक है और शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के लिए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए अब यह एक शेल पास और 2 4 6 वगैरह ट्यूब पास के लिए है जाहिर है यह सम संख्या होनी चाहिए ठीक है तो एप्सिलॉन होगा 2 1 प्लस सीआर प्लस 1 प्लस सीआर वर्ग 1 बटा 2 की शक्ति के लिए 2 1 प्लस माइनस एनटीयू के घातांक को 1 माइनस एनटीयू से माइनस 1 ओके की शक्ति से विभाजित किया जाता है बाहर ब्रैकेट ओके तो यह एक शेल पास के लिए अभिव्यक्ति है और यह हीट एक्सचेंजर के सभी संयोजनों के लिए व्युत्पन्न किया गया था ठीक है तो याद रखें इसलिए हम हीट एक्सचेंजर्स के सभी सैद्धांतिक पहलुओं को खत्म कर देते हैं तो हम आगे क्या करने जा रहे हैं हम कुछ उदाहरण समस्याओं को देखने जा रहे हैं और हम अगले मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे अब ऐसा करने से पहले मैं एनटीयू की इस अवधारणा पर जोर देना चाहता हूं यह पहली बार है जब आप इस पाठ्यक्रम को सुन रहे हैं और संभवत पहली बार आप रासायनिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सुन रहे हैं तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप कई अलग अलग गणनाओं में अक्सर देखेंगे आप ट्रांसफर यूनिट कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ देखेंगे यह यूनिट कॉन्सेप्ट या मास ट्रांसपोर्ट कोर्स मास ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन कोर्स को ट्रांसफर करता है और वास्तव में आप देखेंगे कि जब आप एक टॉवर डिस्टिलेशन टॉवर या किसी कॉलम को डिजाइन करते हैं तो ट्रांसफर यूनिट होती है ऊंचाई को डिजाइन करने के लिए मानक इकाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है जो लोड हो रहा है वगैरह इसलिए एनटीयू यह अवधारणा केमिकल इंजीनियरिंग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है और मैं आपसे दृढ़ता से आग्रह करूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें और इसका अर्थ समझने की कोशिश करें याद रखें कि यह एक तरल पदार्थ से दूसरे में गर्मी के परिवहन के लिए पेश किए गए प्रतिरोध का अनुपात है जो तरल पदार्थ द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध से विभाजित होता है जो परिवहन करने में सक्षम है या जो अधिकतम संभव गर्मी हस्तांतरण लेने में सक्षम है ठीक है तो यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है और इसी तरह की परिभाषाएं आप कई अलग अलग संदर्भों में देखेंगे ठीक है